मानव संसाधन प्रबंधन पर पांचवें सत्र में आपका स्वागत है मानव संसाधन प्रबंधन की नींव भाग एक और आज हम प्रदर्शन में कुछ मुद्दों के बारे में बात करने जा रहे है हम मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं हमने बात की है एचआरएम क्या है हमने इस बारे में बात की है कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है आज हम प्रदर्शन प्रबंधन की बारीकियों के बारे में बात करेंगे तो फिर ये जानकारी के स्रोत हैं जो मैंने सामग्री में उपयोग किए हैं जो मैं आपको दे रहा हूं इसलिए हम प्रदर्शन के प्रबंधन से सीधे प्रारंभ करेंगे हमने पिछली वर्ग में प्रदर्शन प्रबंधन की परिभाषाओं के बारे में बात की मैंने आपको बताया प्रदर्शन प्रबंधन का क्या मतलब है मैंने आपको अभ्यास में प्रदर्शन प्रबंधन के बारे में भी बताया मैंने तुमसे कहा यह क्या करता है मैंने आपको बताया इसका उपयोग कैसे किया जाता है हमने जो चर्चा नहीं की वह प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली थी तो मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली क्या है और वे क्या करते हैं प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली एक संगठनात्मक ढाँचा या मॉडल है जो प्रदर्शन के रणनीतिक प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रियाओं के एकीकरण और कार्यान्वयन का समर्थन करता है यह बहुत जटिल लगता है इसका तात्पर्य यह है कि यह कदम प्रक्रिया द्वारा एक तार्किक कदम है एक रूपरेखा एक विधि एक कदम दर चरण स्पष्ट कट विधि जो प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का प्रबंधन करने या अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन की देखरेख करने में मदद करती है और अपने कर्मचारियों को उनकी सीमाओं के भीतर बेहतर या बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करें और संसाधनों की मदद से उनके पास संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप है संगठन को उनके साथ क्या करना है अगली बात एक संगठन की विशेषताएँ हैं जो एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व का संकेत देती हैं यह कुछ ऐसा है जिसे आर्मस्ट्रांग और बैरन ने सुझाया था इसलिए मैं इसे दोहराऊंगा आर्मस्ट्रांग और बैरन ने कहा कि एक संगठन जिसने एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है आमतौर पर निम्नलिखित चीजें करता है या एक संगठन जो एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है पहली बात यह है कि यह अपने सभी कर्मचारियों के लिए अपने उद्देश्यों की दृष्टि का संचार करता है इसलिए हर कोई जानता है कि वे किस ओर बढ़ रहे हैं संगठन किस ओर जा रहा है दूसरी चीज जो एक संगठन करता है वह विभागीय और व्यक्तिगत प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करता है जो व्यापक संगठनात्मक उद्देश्यों से संबंधित हैं इसका मतलब यह है कि एक संगठन जो एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है लक्ष्यों पर निर्णय लेता है उद्देश्यों पर निर्णय लेता है मापने योग्य परिणामों पर निर्णय लेता है कि यह अपने कर्मचारियों से संवाद करता है जो कि व्यापक से संबंधित हैं जो कि संबंधित हैं संगठन को एकमात्र उद्देश्य ओर बढ़ रहा है इसलिए यह कर्मचारियों को बताता है कि वह क्या चाहता है यह एक दृष्टि एक सामान्य दार्शनिक दृष्टि का संचार करता है और यह इस दृष्टिकोण को मापने योग्य परिणामों में तोड़ देता है जिसे हासिल किया जा सकता है उस पर काम किया जा सकता है जो संगठनों द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न सेटों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है तो कर्मचारियों को पता है वे किस ओर जा रहे हैं यह इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की औपचारिक समीक्षा करता है इसलिए अब एक बार इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद एक बार लोगों को बताया गया है कि वे क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं फिर संगठन उन्हें यह भी बताता है कि यह उस कार्य का मूल्यांकन कैसे करेगा जो उन्होंने उत्पादित किया है यह कार्य की समीक्षा कैसे करेगा यह कार्य की देखरेख कैसे करेगा यह उन कार्यों में कैसे मदद करेगा या कैसे करेगा जो उत्पादन किए गए हैं और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप काम को मापते हैं जो पहले निर्धारित किए गए थे यह प्रशिक्षण विकास और पुरस्कार परिणामों की पहचान करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया का उपयोग करता है अब एक संगठन जो प्रदर्शन को मापने के लिए या एक व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है वह लक्ष्य निर्धारित करने की इस पूरी प्रक्रिया का उपयोग करेगा कर्मचारियों को बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पता चल सके प्रशिक्षण की जरूरत है यह इसका उपयोग केवल कर्मचारियों को दोष देने के लिए नहीं करता है और उन्हें बताता है और उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और उन्हें अपनी नौकरी से निकाल देता है यह वास्तव में प्राथमिक मकसद नहीं है प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि हमारे कर्मचारियों को और क्या चाहिए जिसे हासिल करने के लिए उन्हें यहाँ क्या हासिल करना है हमने उनसे कहा है हम जो चाहते हैं हमने उन्हें बताया है जब हम चाहते थे हमने उन्हें यह भी बताया है कि हम कैसे मापने जा रहे हैं वे क्या करने में सक्षम हैं अब हमें उन्हें प्रशिक्षण के संदर्भ में विकास के संदर्भ में और इनाम परिणामों के संदर्भ में सभी प्रकार के संसाधन दे इसलिए हम उन्हें प्रोत्साहित कैसे करेंगे यदि वे करते हैं तो हम उनसे क्या करने की उम्मीद करते हैं तो यह एक इनाम प्रणाली है यह प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है इसलिए एक संगठन जो प्रदर्शन प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है यह भी देखेगा कि उसने क्या योजना बनाई है और इसे प्रकाश में देखें क्या बेहतर किया जा सकता है यह प्रदर्शन आवश्यकताओं को संप्रेषित करने के एक तरीके के रूप में औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो एक नियमित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तो एक संगठन जो प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है फिर औपचारिक मूल्यांकन की इन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है मूल्यांकन जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था मूल्यांकन का अर्थ है कि आप कर्मचारी के साथ बैठते हैं और आप कर्मचारी को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं जो अपेक्षित था और जो किया गया था और क्या किया जा सकता है कर्मचारी की कितनी जरूरत है कर्मचारी कैसे इसका उपयोग कर सकता है प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है और क्या किया जा सकता है तो वह यह है कि एक संगठन जो प्रदर्शन प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है प्रदर्शन का मूल्यांकन मूल्यांकन का उद्देश्य प्रदर्शन मूल्यांकन पहला है उद्देश्य संचार है हमारे पास मूल्यांकन क्यों है मूल्यांकन क्या है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से किसी कर्मचारी को फीडबैक दिया जाता है उस तरह के काम के बारे में जो अपेक्षित था और वह कार्य जो वास्तव में किया गया है तो मूल्यांकन का पहला उद्देश्य संचार है संचार का मतलब है कि आप कर्मचारी से बात करते हैं आप कर्मचारी के साथ बातचीत करते हैं कर्मचारी के साथ आमने सामने बैठते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है संचार विशेष रूप से मूल्यांकन के समय किया जाता है यहाँ उद्देश्य व्यक्तिगत प्रदर्शन के सभी पहलुओं के बारे में दो तरफा संवाद शुरू करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है यह केवल कर्मचारी को नहीं बता रहा है आपने यह सही किया है आपने वह गलत किया है नहीं यह भी पता लगाने के बारे में है कि कर्मचारी को क्या चाहिए क्यों कर्मचारी प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था या क्या कारक थे जिससे कर्मचारी द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया वगैरह स्पष्ट करने के लिए अपेक्षाओं भूमिकाओं आकांक्षाओं और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जाती है इसलिए एक मूल्यांकन बैठक में मूल्यांकन बैठक का एक और लक्ष्य यह पहचानना है कि कर्मचारी संगठन से क्या अपेक्षा करता है और कैसे संगठन क्या उन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है या नहीं वे यथार्थवादी हैं या नहीं संगठन क्या कर सकता है ताकि कर्मचारी को विकसित करने में मदद मिल सके या संगठन से यथार्थवादी उम्मीदें हो भूमिकाएँ आकांक्षाओं और किसी भी मुद्दे जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं हम सभी मनुष्य हैं हम सभी एक संगठन में जाते हैं न केवल संगठन के लिए काम करते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं बल्कि यह भी देखते हैं कि वह संगठन में हमारा काम हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुँचने या मिलने में मदद कर सकता है या हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है इसलिए हमारे अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं उदाहरण के लिए मैं एक पेशे के रूप में शिक्षाविदों के बारे में बात कर सकता हूं मेरे पेशे में लक्ष्यों में से एक जो कि हम में से कई के पास है हर समय सीखने के लिए सीखना है पैसा बेशक हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है हमें हमारी तनख्वाह मिलती है इस संस्थान में हमें बहुत सारी स्वतंत्रता है जो शानदार है तो हम सब यहाँ हैं आप जानते हैं खड़गपुर में एक बड़ी जगह नहीं एक छोटा शहर होने की अपनी सीमाओं के साथ हम सभी यहां काफी खुश हैं साधारण कारण के लिए हम में से कई नई चीजों को लगातार सीखने का यह लक्ष्य है और सीखने की स्वतंत्रता जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं और किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए हम अपने छात्रों को सर्वोत्तम तरीके से शोध करना चाहते हैं और में शोध करना चाहते हैं इसलिए हमें अपने स्वयं के पाठ्यक्रम को विकसित करने और डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी गई है और अद्यतन करते रहें जो भी हम कक्षा में पढ़ाते हैं हम कक्षा में प्रवेश करते हैं उस मिनट तक और यह स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और यह मुझे यकीन है अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा नही होता अभी भी अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा नही है हालांकि बहुत सारी स्वतंत्र सोच वाले वरिष्ठ शिक्षाविद् इस महान अवसर को अपनी गति से अपनी ग़लतियों को करने और सीखने और फिर बढ़ने के लिए और इस तरह के कई अवसरों को विकसित करने के लिए सक्षम होने के लिए इस महान अवसर के लिए चाहेंगे तो यह कुछ है जो कि मूल्यांकन में आता है यह कुछ ऐसा है हमें प्रतिक्रिया की आवश्यकता है लेकिन मुझे यकीन है यह खुले संवाद की एक प्रक्रिया रही है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षाविदों जैसे क्षेत्र में इस तरह की आज़ादी मिली है जहां एक तरफ हमारे पास विश्वविद्यालय हैं जहां पाठ्यक्रम के लिए हर मामूली जोड़ तोड़ की आवश्यकता है विभिन्न स्तरों की बैठकें और अनुमोदन किया जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास उच्च शिक्षा के स्वायत्त संस्थान हैं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जहाँ हमें विचार की स्वतंत्रता दी जाती है यह उन लोगों के बाद आया होगा जो कर्मचारी दे रहे थे या संकाय इस तरह की आज़ादी कहानी का अपना पक्ष सुना और यह पता चला कि यह सिर्फ छात्रों के लिए अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है अगर उनके शिक्षक अंतिम मिनट तक खुद को अपडेट रख सकता था और अगर शिक्षकों को इस तरह की आज़ादी दी जाती तो वे इसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते और इसलिए यह सब मूल्यांकन प्रणाली का एक परिणाम होगा एक और चीज है रचनात्मक उद्योग यदि सब कुछ प्रतिबंधित था तो लोग रचनात्मक समाधान या रचनात्मक विचारों के साथ नहीं आ पाएंगे लेकिन जिस तथ्य पर उन्हें विचार की स्वतंत्रता दी जाती है वह उन्हें अधिक रचनात्मक बनने में मदद करता है और किसी संगठन के नियमों और नीतियों पर निर्णय लेने वाले लोग कैसे जानते हैं वे दो तरफ़ा संचार के माध्यम से जानते हैं वे जानते हैं क्योंकि उन्होंने किसी बिंदु पर दिया है उन्होंने अपने कर्मचारियों और अधीनस्थों को बात करने का मौका दिया है और उनके मन की बात कहने के लिए और प्रशासन के साथ उनकी चिंताओं और उनकी ज़रूरतों को साझा करने के लिए मौका दिया जाता है संचार इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि संगठन के समर्थन से व्यक्ति कैसे व्यवसाय के उद्देश्य में योगदान देता है मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य विकास है संचार हाँ मुझे पता है आप क्या चाहते हैं तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य व्यावसायिक विकास के लिए अवसरों की पहचान करना कर्मचारी की भूमिका और कैरियर की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया शिक्षाविदों के रूप में हमारी आकांक्षाओं में से एक है बढ़ाना भी है नए ज्ञान का सृजन करना भी है नई चीजों को सीखना भी है इतना ही नहीं एक निश्चित संख्या में कागज़ात वितरित करें और प्रति सेमेस्टर कक्षाओं की एक निश्चित संख्या सिखाए यह व्यक्तिगत स्वतंत्र सोच भावना शिक्षाविदों के रूप में विकसित करना भी है और इसलिए यह केवल प्रतिक्रिया के माध्यम से आता है संगठन हमसे पूछता है मैं आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए और क्या कर सकता हूँ आप एक शानदार काम कर रहे हैं जब तक आप इस शानदार काम को जारी रखते हैं और संगठन को शानदार सेवा प्रदान करते हैं यह बहुत अच्छा है चूंकि आप इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कल हो सकता है मैं जर्मन जाना और सीखना चाहता हूँ कल हो सकता है मैं जाना चाहता हूं और चायनीज सीखना चाहता हूं संगठन इन व्यक्तिगत लक्ष्यों का समर्थन करेगा जब तक मैं कक्षाओं को पढ़ा रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ और जब तक मैं अच्छी गुणवत्ता का शोध कर रहा हूँ और जब तक मैं पर्याप्त प्रशासनिक ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ अगर मुझे कुछ नया सीखने के लिए मेरे किसी भी प्रशासन से सहायता के लिए जाना और पूछना था तो इससे मुझे मदद मिलेगी और वे कैसे जानते हैं कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ उन्होंने मेरे लिए एक चैनल खोल रखा है जाने के लिए और उन्हें यह बताने के लिए कि मुझे यही चाहिए उन्होंने एक प्रणाली स्थापित की है जहां हमें स्वतंत्रता और समर्थन दिया जाता है नई चीजों को जाने और सीखने के लिए सभी प्रकार का समर्थन और उम्र एक बाधा नहीं है इसी तरह बहुत सारे संगठनों के पास यह है वे अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं जाने और नई चीजें सीखने जाने और पता लगाने के लिए अपने चुने हुए करियर के बारे में और यह उन से संबंधित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है जो वे वर्तमान में अपनी नौकरियों में कर रहे हैं इसलिए संगठनों को अपने स्वयं के हित में कर्मचारियों को विकसित करने और विकसित करने की आवश्यकता का एहसास होता है कर्मचारियों को अपने संगठन के प्रदर्शन में योगदान करने और अपने कैरियर के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सीखने और विकास के अवसर प्रदान करना अब हम इसके बारे में बात करेंगे जिसे बाद में एक प्रशिक्षण विरोधाभास कहा जाता है और यह स्पष्ट हो जाएगा हम सभी नए कौशल सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यह हमारे व्यावसायिक वातावरण पर किसी प्रकार का दबाव बना रहा है हम उस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद संगठन उत्तराधिकारी योजना के अनुरूप व्यक्तियों का विकास करना उत्तराधिकारी नियोजन क्या है कृपया आपस में इस पर चर्चा करें उत्तराधिकारी की योजना है जब हम तय करते हैं कि कैसे व्यक्ति अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़ दूँ तो अगला व्यक्ति जो इस स्थिति को लेता है इस स्थिति में कैसे समायोजित होगा इसलिए यह मेरे उत्तराधिकारी के लिए योजना बना रहा है संगठन में उत्तराधिकारी नियोजन की एक प्रणाली है इसकी एक प्रणाली है यदि व्यक्ति A छोड़ता है और व्यक्ति B आता है और व्यक्ति A की नौकरी लेता है तो हमें व्यक्ति B को इस नौकरी के बारे में बताने की आवश्यकता है जो व्यक्ति A लंबे समय से कर रहा है और व्यक्ति B कैसा प्रदर्शन करना शुरू करेगा ठीक उसी तरह या व्यक्ति A की तुलना में बेहतर अधिक कुशल तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को उत्तराधिकारी नियोजन कहा जाता है और व्यक्तियों के विकास जो खाली सीटों पर ले सकते हैं या अपने वरिष्ठों द्वारा खाली किए गए पदों को उत्तराधिकारी नियोजन संगठनात्मक उत्तराधिकारी नियोजन कहा जाता है और यह मूल्यांकन के माध्यम से और अंदर आता है प्रेरणा मूल्यांकन का एक और उद्देश्य है इसलिए जब आप एक मूल्यांकन साक्षात्कार में बैठे होते हैं तो यह पता लगाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि आपका जूनियर कर्मचारी अधिक आरामदायक अधिक प्रतिबद्ध अधिक प्रेरित अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है या नहीं और यह केवल फीडबैक के माध्यम से ही आ सकता है या इसका एक मुख्य स्रोत फीडबैक होगा जो मूल्यांकन बैठको के माध्यम से दिया जाता है जहां कोई व्यक्ति होता है आप बैठते हैं और एक सूची बनाई जाती है काम ज्यादा प्लस माइनस सब कुछ और फिर संबंधित व्यक्ति के पास आपसे पूछने का मौका है मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है और तुम कहते हो महान आपने XYZ अच्छी तरह से किया है ABC इतना अच्छा नहीं है यदि आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो शायद हम आपको कुछ इनाम देंगे आप जानते हैं हम आपको प्रोत्साहित करेंगे जो भी हो उपयुक्त सीखने और प्रशिक्षण सहित विकास के लिए अवसरों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं प्रेरणा से आता है विकास के अवसरों तक पहुँचाने लोगों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कार्यों और उद्देश्यों के लिए ज़िम्मेदारी लेने के लिए और महसूस करने के लिए उनके पास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक संसाधन हैं संगठनात्मक प्रतिबद्धता में आता है संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार में आता है जहां एक व्यक्ति को महसूस करने या संगठन का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह भी एक हिस्सा है और इस पर जोर दिया जा सकता है एक मूल्यांकन बैठक में एक और व्यक्ति को बताया जा सकता है कि यह आपका संगठन है इस अवसर को बनाना या बिगाड़ना आपके ऊपर है प्रदर्शन आयामों की पहचान करना अब तुम क्या करते हो एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में इसका एक हिस्सा मूल्यांकन है अन्य प्रदर्शन आयामों की पहचान है हम कैसे आकलन करते हैं हमारे कर्मचारी हमें कैसे पता चलेगा कि नौकरी के कौन से पहलू हैं क्या हम अपने कर्मचारियों का आकलन करते हैं तो नियोक्ता नियोक्ता के दृष्टिकोण से अपूर्ण होने के बावजूद अपूर्ण नाप तकनीकों के बावजूद प्रदर्शन में व्यक्तिगत अंतर कंपनी के प्रदर्शन पर फर्क डाल सकते हैं हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी कानूनी मूल्यांकन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण आवश्यक हो सकता है मूल्यांकन एक बोनस या योग्यता प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है मूल्यांकन आयाम और मानक रणनीतिक लक्ष्यों को लागू करने और प्रदर्शन की उम्मीदों को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं और आप लोगों को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देते हैं व्यक्तिगत पर पारंपरिक ध्यान देने के बावजूद मूल्यांकन मानदंडों में टीमवर्क शामिल हो सकता है और टीम मूल्यांकन का ध्यान केंद्रित कर सकती है कर्मचारी के दृष्टिकोण से प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है प्रत्येक कर्मचारी को प्रदर्शन के आकलन की आवश्यकता होती है जिसे कर्मचारी द्वारा वितरित किया गया है और सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए औरनिष्पक्षता के हित में हर कर्मचारी को उम्मीद है कि प्रदर्शन के स्तर में अंतर श्रमिकों में देखा या मनाया जाता है और प्रदर्शन स्तर के किसी भी सकारात्मक अंतर पर ध्यान दिया जाता है और प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रदर्शन के स्तर की मान्यता श्रमिकों को प्रेरित कर सकते हैं अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सकारात्मक सुदृढीकरण के माध्यम से कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए प्रदर्शन स्तरों का पुरस्कार मूल्यांकन और मान्यता श्रमिकों को अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकती है तो इनाम सिस्टम जो कि जगह में रखा जाता है कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है आप कर्मचारी के लक्ष्यों और प्रयासों को कैसे परिभाषित करते हैं सबसे पहले विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट करें फिर मापने योग्य लक्ष्य निर्दिष्ट करें चुनौतीपूर्ण लेकिन उल्लेखनीय लक्ष्यों को सौंपे और भागीदारी को प्रोत्साहित करे कर्मचारियों को बताएं कि आपको उन्हें क्या करने की आवश्यकता है विशेष रूप से उन्हें बताएं आप कैसे मापेंगे उन्होंने क्या किया है आप कर्मचारी के प्रदर्शन के बारे में कैसे निष्कर्ष पर आएँगे आपको कैसे पता चलेगा कर्मचारी ने कितना किया है तो सौंपा चुनौतीपूर्ण लेकिन उल्लेखनीय लक्ष्यों को मापने का कुछ मात्रात्मक तरीका होना चाहिए इसलिए उन्हें कुछ दें जिससे उन्हें दिलचस्पी आए जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्तेजित करेगा लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यह नहीं किया जा सकता है और इन लक्ष्यों की स्थापना में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करें लोगों से पूछे वे क्या करना चाहते हैं वे कितना कर सकते हैं आप जानते हैं उनकी क्या कठिनाई हैं और उनके पास एक कहना है या उन्हें प्रोत्साहित करना है एक कहना है निर्णय में उन लक्ष्यों के बारे में जिन्हें वे प्राप्त करने जा रहे हैं उद्देश्यों का आकलन आप उद्देश्यों का आकलन कैसे करते हैं तो एक संक्षिप्त उद्देश्य जो आप अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित करते हैं स्मार्ट होना चाहिए जिसका अर्थ है वे विशिष्ट महत्वपूर्ण और खींचव होना चाहिए उन्हें औसत दर्जे का सार्थक और प्रेरक होना चाहिए उन्हें प्राप्य होना चाहिए दोनों पक्षों द्वारा सहमत साध्य और प्राप्य दोनों पक्षों की भावना में स्वीकार्य और कारवाई उन्मुख होना चाहिए जब भी आप लोगों को उद्देश्यों के बारे में बताते हैं तो उन्हें सामान्य कथन न करे जैसे आप बढ़ाना चाहते हैं आप चाहेंगे कि कंपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो नहीं यह बहुत अस्पष्ट है हम अगले एक साल में अपने लक्ष्यों में 20 तक सुधार करना चाहेंगे योग्य आप क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है यथार्थवादी प्रासंगिक उचित पुरस्कृत और परिणाम उन्मुख और उन्हें समय आधारित होना चाहिए उनकी एक समय सीमा होनी चाहिए उन्हें समय पर होना चाहिए उनकी कुछ वैधता होनी चाहिए और उन्हें मूर्त होना चाहिए जिसका अर्थ है मापने योग्य मात्रात्मक होना चाहिए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कदम पिछली बार भी हमने यही किया था लेकिन मैं इस बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूं आप नौकरी और प्रदर्शन को परिभाषित करते हैं और प्राप्त लक्ष्य निर्धारित करते हैं फिर आप पहले लोगों को बताएं कि आपको उन्हें क्या करने की आवश्यकता है फिर आप उनकी मदद करते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें वह सब कुछ दें जो उन्हें चाहिए फिर आप प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हैं जिसका मतलब है आप उन्हें आवाज देते हैं आप उनकी ओर से भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और कर्मचारियों के बीच व्यवहार की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी A के साथ व्यवहार किया जाता है ठीक उसी तरह जैसे कि कर्मचारी B जो कर्मचारी C के के साथ भी समान ही व्यवहार किया जाता है और इसी तरह तो कोई पसंदीदा नहीं है और लोगों के खिलाफ मत बनो और पुरस्कार प्रक्रिया के बारे में कर्मचारियों से संवाद करें उन्हें बताएं आप कैसे मापने जा रहे हैं परिणाम उन्हें बताएं आप कैसे मापने जा रहे हैं उनका प्रदर्शन और फिर आप उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं इसलिए आप उन्हें इस बारे में जानकारी देते हैं कि वे क्या कर पाए हैं और वे कितना अच्छा कर पाए हैं कर्मचारी के प्रति प्रतिक्रिया मूल्यांकन और निर्देशों के बारे में सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को पता है उनका मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है और वे किस दिशा में जा रहे हैं फिर प्रदर्शनों को समझने के लिए चुनौतियाँ हैं एक है क्या मापना है आप प्रभावशीलता को कैसे परिभाषित करते हैं आप कैसे परिभाषित करते हैं माप की विशिष्ट विशेषताएं क्या मापना है बड़ी चुनौती है क्या मापना है और क्या नहीं मापना है आप व्यवहार को कैसे मापते हैं उदाहरण के लिए संभावना एक मानदंड है क्या साथियों द्वारा एक योग्यता एक मानदंड है या छात्रों के द्वारा शिक्षाविदों में कहना समानता एक बड़ा मापदंड है इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे सहकर्मी मुझे पसंद नहीं करते हैं जब तक कि मेरे छात्र मुझे पसंद नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा क्या मापना है इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है लेकिन इसे परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है और कैसे एक और उपाय है आप समानता को कैसे नापते हैं एक शिक्षक के रूप में आप प्रभावशीलता को कैसे नापते हैं आप कैसे मापते हैं अगर आप लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं आपने कितने छात्रों को पढ़ाया हां इतने सारे छात्र छात्रों ने आपके बारे में क्या कहा लेकिन फिर आप उस काम को कैसे नापते हैं जिसे मैं अंदर रखता हूं मैं अगले दरवाज़े वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक काम कर सकता हूं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह सिस्टम काफी जटिल हो सकता है जब हम मानव द्वारा उत्पादन के साथ काम कर रहे हैं कुछ चीजें जो हम इंसानों के रूप में मूर्त हैं कुछ अन्य चीजें मूर्त नहीं हैं और यह हमारे लिए उन्हें मापना बहुत मुश्किल है प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकताएं जब हम प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं कुछ आवश्यकताएं या कुछ मानदंड हैं जो परिभाषित करते हैं क्या कैसे एक मूल्यांकन प्रणाली हो सकती है या क्या एक मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी माना जा सकता है या नहीं पहली वाली प्रासंगिक है किसी विशेष कार्य के लिए प्रदर्शन मानकों और संगठन के लक्ष्यों के बीच एक स्पष्ट लिंक होना चाहिए तो प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली एक विशेष नौकरी के लिए विशेष रूप से बेंचमार्क जिसे हम किसी विशेष नौकरी के लिए निर्धारित करते हैं के लिए प्रदर्शन मानकों से बहुत स्पष्ट रूप से जुड़ा होना चाहिए जब हम कहते हैं यह कैसे किया जाना चाहिए यह है कि हम मापेंगे यह काम ठीक से किया गया है या नहीं तो वे प्रदर्शन मानक है और संस्थान के लक्ष्य या नौकरी के लक्ष्य जो एक कर रहा है या संगठन वह एक का एक हिस्सा है तो विशिष्ट कार्यों से परिणाम संगठन के बड़े लक्ष्यों के लिए या योगदान करने के लिए जोड़ना चाहिए प्रदर्शन मानक स्वीकार्य या अस्वीकार के स्तरों में अनुवाद संबंधी नौकरी की आवश्यकताएं है संवेदनशीलता एक है एक निश्चित प्रासंगिकता है दूसरा पहलू संवेदनशीलता एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता है संवेदनशीलता का मतलब है एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की क्षमता जिसमें प्रभावी कलाकारों से अलग पहचान करना है तो जहां एक रेखा खींचती है सिस्टम को सचेत करने में सक्षम होना चाहिए या प्रभावी प्रदर्शन करने वाले संगठन के बारे में चेतावनी देने में सक्षम होना चाहिए फिर विश्वसनीयता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे माप वास्तव मे हैं या उपकरण जो हम किसी के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग कर रहे है वास्तव में काम कर रहा है इसे करने के लिए रखा गया है इसलिए निर्णय की स्थिरता किसी के पास उपकरण जिसे हम उपयोग कर रहे हैं उसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए जो हमने किया जबकि किसी के प्रदर्शन को स्पष्ट किया कर्मचारियों द्वारा स्वीकार्यता मानव संसाधनों में लोगों द्वारा स्वीकार किए बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है यह प्रभावित करने वाला है तो यह बिल्कुल आवश्यक है और उस स्वीकार्यता को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को सूचित करना होगा व्यावहारिकता समझने में आसानी और मूल्यांकन उपकरण का उपयोग उदाहरण के लिए खड़गपुर में बैठना हमारे लिए बहुत समझदारी की बात नहीं हो सकती है एक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना विशेष कर फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए या प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए या संस्थान में कर्मचारियों के लिए जिसे पश्चिम में विकसित किया गया था तो क्यों क्योंकि संस्थान में अधिकांश लोग प्रशासन के अधिकांश लोग पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के हैं और इसलिए ये लोग ज्यादातर मामलों में यह नहीं समझ पाएंगे कि पश्चिम में चीजें कैसे की जाती हैं तो कुछ मामलों में उनकी मूल्यांकन प्रणाली को स्थानीय भाषा में भी डिजाइन करने की आवश्यकता हो सकती है जिससे वे परिचित हों क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिससे वे इसमें काम करने में सहज महसूस करेंगे इसलिए यह व्यावहारिकता है मैं बात कर रहा हूं आप प्रदर्शन प्रबंधन प्रणालियों को कैसे डिजाइन और संचालित करते हैं वह अगला भाग है प्रदर्शन माप परिणाम उन्मुख होना चाहिए आउटपुट दृष्टिकोण को मैट्रिक्स का उपयोग करके नियोजित किया जाना चाहिए जो वित्तीय हो सकता है जो लोगों को उन्मुख कर सकता है जो ग्राहक उन्मुख हो सकता है के संदर्भ में यह है कि हम किसी के प्रदर्शन को कैसे माप सकते हैं हम कह सकते हैं आपको राजस्व की X राशि में लाना चाहिए तो इसका मतलब है कि वित्तीय आपको लोगों की संख्या में लाना चाहिए अगर हम अपना काम कर रहे हैं ठीक है तो कई लोगों को हर साल संगठन के साथ रहना चाहिए वे नहीं छोड़ेंगे वे संगठन से असंतुष्ट नहीं हैं इसलिए वे बने रहेंगे इसलिए कि लोगों को उन्मुख किया जाएगा या ग्राहक उन्मुख होगा आप संतुष्ट ग्राहकों की संख्या पर नज़र रख सकते हैं और फिर एक विशेष वर्ष में आपके पास कितने संतुष्ट ग्राहक हैं इसका रिकॉर्ड लिखे या रखे और उसी के अनुसार अपने प्रदर्शन का आकलन करें या यदि यह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि स्थिति है जो आपके पास है तो आप वास्तव में पता लगा सकते हैं कि कितने लोग थे या कितने ग्राहक थे किसी विशेष कर्मचारी को एक निश्चित समय में संतुष्ट करने में सक्षम दूसरी बात या प्रति ग्राहक शिकायतों की संख्या है और दूसरी चीज है नवाचार सीखना और विकास तो अनुसंधान और विकास पर खर्च कारोबार खर्च की गई राशि आउटपुट प्रशिक्षण व्यय कारोबार वगैरह तो यह सब होगा उन्मुख प्रदर्शन माप परिणाम अन्य प्रकार के प्रदर्शन प्रबंधन जो हमारे पास हैं ग्रेडिंग के तरीके या रैंकिंग के तरीके द्वारा है तो यह आभासी मात्रात्मक हो सकता है यह मात्रात्मक लग सकता है लेकिन उन संख्याओं का मतलब बहुत अधिक नहीं होगा लेकिन इसका उपयोग दृष्टिकोण का आकलन करने और प्रदर्शन के व्यवहार संबंधी पहलुओं के लिए किया जा सकता है जहां रैंकिंग या रेटिंग के तरीके जैसे कि व्यवहारिक रूप से से एंकर रेटिंग के पैमाने जो बार है आमतौर पर नियोजित होती हैं हम इस बारे में बात करेंगे तीसरा प्रकार होगा सूचीबद्ध लक्षण जैसे गुणवत्ता और विश्वसनीयता और प्रत्येक गुण के लिए प्रदर्शन मानों की श्रेणी इसलिए ग्राफिक रेटिंग स्केल विधि ऐसा करेगी हम ग्रेडिंग के तरीकों के बारे में बात कर रहे थे अब हम ग्राफिक रेटिंग स्केल विधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें व्यक्ति के लक्षण सूचीबद्ध हैं और मूल्यों को सौंपा गया है अन संतोषजनक से आउट स्टैंडिंग या 1 से 5 और ये सभी नंबर स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं पर्यवेक्षक प्रत्येक अधीनस्थ को प्रत्येक अंक के लिए उसके चक्कर लगाना या स्कोर की जाँच करना प्रत्येक विशेषता के लिए सबसे अच्छा वर्णन करता है यह बहुत मात्रात्मक है लेकिन फिर से बहुत राय आधारित है यदि आपका उस दिन झगड़ा हुआ था तो अपने पर्यवेक्षक के साथ व्यक्ति समाप्त हो सकता है एक चक्कर लगा सकता है या स्कोर की जांच कर सकता है जो वास्तव में आप क्या करते हैं इसका सटीक प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है निर्धारित मान किए गए फिर से भरे हुए हैं और एक पूर्ण स्कोर दिया गया है इसे डिजाइन करने के लिए जो कुछ भी सकारात्मक है वह पैमाने के एक तरफ होगा इसलिए जो कुछ भी पांच से ऊपर है संभवतः जोड़ देगा और एक समर्थक स्कोर देगा वह जो किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता यदि वह व्यक्ति इतना अच्छा कर्मचारी नहीं होता जेनेरिक आयाम जैसे कि गुणवत्ता और मात्रा नौकरी का वास्तविक कर्तव्य ग्राफिक रेटिंग स्केल के माध्यम से क्या मापा जा सकता है उदाहरण के लिए अभिलेखों का रखरखाव क्या यह व्यक्ति रिकॉर्ड बनाए रखता है खैर हां या ना कितना अच्छा तो उस तरह की बात योग्यता आधारित मूल्यांकन कर्मचारी की योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो कि नौकरी के लिए नियोक्ता के मूल्यों को प्रदर्शित करता है तो एक व्यक्ति से पूछा जाता है क्या आप अपने आप को एक सावधानीपूर्वक व्यक्ति मानते हैं और यदि हाँ कितना सावधानीपूर्वक क्या आपको लगता है आप हैं यदि हां कितना उन्मुख है तो आपको विस्तार करना है इत्यादि इत्यादि अन्य विधि यहाँ कहा जाता है प्रत्यावर्तन रैंकिंग विधि यह कर्मचारियों को रैंक देता है सर्वोत्तम से बुरे तक किसी विशेषता या लक्षणों के समूह पर इसलिए इस पद्धति में कर्मचारियों को सबसे अच्छे से सबसे खराब स्थान पर रखा गया है और सूची सभी अधीनस्थों को रेट किया जाना है किसी भी ज्ञात या अच्छी तरह से रैंक करने के लिए किसी भी अच्छी तरह से रैंक करने के लिए पर्याप्त नहीं ज्ञात नामों को पार करें तो जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस रैंकिंग को भर रहा है उसे किसी भी कर्मचारी के नाम को पार करने के लिए कहा जाता है जिसे यह व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है उस कर्मचारी को इंगित करें जो मापी जा रही विशेषता पर सर्वोच्च है और वह भी जो सबसे कम है तो कर्मचारियों के नाम एक तरफ दिए गए हैं और चार्ट की सूची जिसमें दूसरी तरफ है और आप संख्याएँ निर्दिष्ट करना शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि इसलिए इसलिए उदाहरण के लिए कहते हैं इसलिए और तो कार्यालय में बहुत देर से रहता है और इसलिए और तो नहीं इसलिए आप संभवतः इसे प्रतिबद्धता के रूप में सावधानी के रूप में देख सकते हैं और उस बिंदु पर आप सिर्फ उन लोगों के नाम को पार करते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं अगले उच्चतम और अगले निम्नतम को चुनें और उच्चतम और निम्नतम के बीच वैकल्पिक करें जब तक कि सभी कर्मचारियों को रैंक नहीं किया गया हो तो सभी कर्मचारियों सभी कर्मचारियों के नाम इस सूची में हैं और आप बस एक कर्मचारी और कर्मचारी दस के बीच आगे पीछे जाते हैं और आप कहते हैं इसलिए और तो इस विशेषता पर सबसे अच्छा है इसलिए और तो सबसे खराब है और इसलिए अगला सबसे अच्छा तो और तो अगला सबसे खराब है और इसी तरह एक अन्य विधि को युग्मित तुलना विधि कहा जाता है कार्य के प्रत्येक गुण या गुणवत्ता कार्य की मात्रा वगैरह के लिए हर कर्मचारी को जोड़ा जाता है और दूसरे के साथ तुलना की जाती है इसे युग्मित तुलना विधि कहा जाता है आप का मूल्यांकन केवल अपने पिछले काम के साथ या लक्ष्यों के साथ या लक्ष्यों के प्रकाश में किया जाता है जो संगठन ने आपके लिए निर्धारित किया है दूसरों के संबंध में भी आपका आकलन किया जाता है और यह बहुत व्यवस्थित रूप से किया जाता है मजबूर वितरण विधि प्रदर्शन मूल्यांकन की अन्य विधि है एक मजबूर वितरण विधि है इसलिए मेरा मानना है कि यह कुछ ऐसा है जो इन दिनों आईटी उद्योग में किया जा रहा है और यह एक वक्र पर ग्रेडिंग के समान है आप प्रदर्शन श्रेणियों में दर का पूर्व निर्धारित प्रतिशत रखते हैं इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है या उन्होंने कितना हासिल किया है इसका क्या मतलब है कि लोगों को कहा जाता है पर्यवेक्षकों का कहना है कि क्या के संबंध में एक अच्छी उपलब्धि क्या के संबंध में बुरी उपलब्धि और इसी तरह तो यह एक मजबूर वितरण है और प्रतिशत आपसे संपर्क किया जाएगा संगठन के माध्यम से कि आप का एक हिस्सा हैं इसमें समस्याएं हैं एक पूर्वाग्रह की संभावना है जिसका अर्थ है कि आप कुछ कर्मचारियों के प्रति पक्षपाती हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और कर्मचारियों को मात देने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है और विशेष रूप से जब आप उन्हें देखते हैं तो अन्य कर्मचारियों के संबंध में यह आपके लिए स्पष्ट हो जाता है एक व्यक्ति के रूप में इसलिए और तो और एक वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में बहुत आसानी से गुजर सकता है दूसरी समस्या जिसे व्यक्ति चला सकता है वह अंतर कार्यालय की राजनीति की उच्च संभावना है जिससे रेटिंग प्रभावित होती है तो यह दूसरी विधि है कोई भी जो आपके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है वह आपकी रेटिंग या किसी भी मित्र की रेटिंग को प्रभावित करेगा जो कि इस संगठन में हो सकता है क्योंकि यह पूरे विकल्प या युग्मित तुलना विधि है इसलिए हर कर्मचारी की तुलना दूसरों के साथ की जाती है और लोग जिन्हें बहुत पसंद नहीं किया जाता है वे पीड़ित हो सकते हैं वे बहुत अच्छे कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन वे इस वजह से पीड़ित हो सकते हैं तीसरा महत्वपूर्ण घटना विधि है इस पद्धति में पर्यवेक्षक सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों का एक लॉग रखता है जो एक अधीनस्थ के काम से संबंधित व्यवहार की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इन विशिष्ट घटनाओं को तब ध्यान दिया जाता है और हर छह महीने या तो पर्यवेक्षक और अधीनस्थ एक साथ मिलते हैं और फिर चर्चा करते हैं उस विशिष्ट महत्वपूर्ण घटना में क्या हुआ वे घटनाओं के उदाहरण के रूप में उत्तरार्द्ध के प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं तो पर्यवेक्षक कहेंगे तो और तो तारीख पर और तो इस स्थिति में इस कर्मचारी ने व्यवहार किया इस विशेष तरीके से इन व्यक्तिगत बहुत ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि कर्मचारी में अति प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति है सहकर्मियों को जवाब देने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है शिकायत करने की प्रवृत्ति है अति प्राप्त करने की प्रवृत्ति है वगैरह तो वैसे भी यह महत्वपूर्ण घटना विधि है यहाँ अंतिम एक कथा रूप है जो अंतिम लिखित मूल्यांकन है परिभाषा के अनुसार कथा एक कथन है एक कहानी है एक व्यक्ति का अपना प्रतिपादन है जो व्यक्ति ने देखा है पहले हाथ और यह अंतिम लिखित मूल्यांकन है मूल्यांकन के लिए एक अन्य उपकरण को आज बॉरस कहा जाता है जो व्यवहारिक रूप से एंच्च्ड रेटिंग स्केल है व्यवहारिक रूप से लंगर रेटिंग स्केल एक उपकरण है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिसका अर्थ है यह उपकरण महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है इस उपकरण में इसे विकसित करने प्रदर्शन आयामों के लिए उपयोग किया जाता है उन आयामों मानदंड जिनके आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन या मूल्यांकन किया जाना चाहिए की सूची बनाएं या उसकी गणना करें या गणना करें घटनाओं का पुन परीक्षण करें अब हम जो देखते हैं एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में एक बिंदु पर एक महत्वपूर्ण घटना की तरह प्रतीत नहीं हो सकता है इसलिए शुरू में हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की एक सूची बनाते हैं और उसके बाद शायद छह महीने बीत जाते हैं और हम कहते हैं यह ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि ध्यान देने योग्य या एक विशेष घटना के रूप में जैसा कि मैंने सोचा था कभी कभी तो इसे घटनाओं का वास्तविकरण कहा जाता है घटना को स्केल करें आप घटनाओं को रेट या रैंक करते हैं 1 से जो भी 1 से 10 1 से 50 जो भी हो और रैंक उन्हें ऑर्डर करें और उन्हें प्राथमिकता दें और कहते हैं यह घटना अधिक महत्वपूर्ण थी कहने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण पांचवीं घटना इसके बाद हुई उस समय मैंने सोचा था यह अधिक महत्वपूर्ण था लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है कि घटना 2 5 7 और 11 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है बाकी घटनाएं इसलिए हो सकता है उन्हें यहां रहने की भी जरूरत न हो उदाहरण के लिए घटना 17 की तुलना में चीजों की बड़ी योजना में घटना पांच अधिक महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है और फिर एक अंतिम उपकरण विकसित करें तो आप इन महत्वपूर्ण घटनाओं की एक सूची रखते हैं और फिर आप एक अंतिम रेटिंग उपकरण विकसित करते हैं जहां आप कहते हैं कि यदि X होता है तो किसी को इतना चिंतित नहीं होना चाहिए यदि Y होता है तो एक और अधिक चिंतित हो सकता है और मामले को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए अगर Z होता है या Z होता है जैसा कि हम भारत में कहते हैं यदि Z होता है तो घटना यदि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत अपने पर्यवेक्षक की प्रतीक्षा किए बिना पुलिस को कॉल करें इसलिए हम असाइन किए गए महत्व के स्तर और फिर आप एक अंतिम उपकरण विकसित करते हैं इस तरह के उपकरण होने के फायदे हैं एक यह महत्वपूर्ण घटनाओं की एक साधारण सूची की तुलना में अधिक सटीक गेज है क्योंकि आपके पास एक दूसरे की रोशनी में अलग अलग घटनाओं को देखने का मौका था दूसरी बात यह है कि स्पष्ट मानक हैं क्योंकि साधन की कोशिश की गई है और परीक्षण किया गया है और फिर से दौरा किया गया है प्राथमिकता सूची स्पष्ट है यह लोगों को प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है इसमें स्वतंत्र आयाम हैं और इस तरह की रेटिंग स्केल में स्थिरता है एक अन्य मूल्यांकन साधन को उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कहा जाता है यह 1955 में पीटर ड्रकर द्वारा पेश किया गया था और यह पहला व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसमें प्रबंधन के सभी स्तरों को शामिल करने व्यक्तिगत प्रदर्शन और विकास के साथ संगठनात्मक लक्ष्यों को संरेखित करने का प्रयास किया गया है इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है जैसा कि शीर्षक से पता चलता है यह उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन है जिसका अर्थ है कि हमें पहले संगठन के उद्देश्यों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और फिर हमें उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरल दृष्टि से प्रबंधित करने की आवश्यकता है वह उद्देश्यों से प्रबंधन है प्रमुख सिद्धांत उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत हैं उद्देश्यों की स्थापना लक्ष्य और गंतव्य पहला उद्देश्य लक्ष्य को स्थापित करना है उद्देश्यों और प्रदर्शन मानदंड निरंतर समीक्षा और परिणामों के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकों की भागीदारी यह उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन है आप पहले लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करें और फिर आप उन लक्ष्यों और लक्ष्यों पर सहमत होने के लिए प्रबंधकों को प्राप्त करते हैं और फिर निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्रकाश में परिणामों की समीक्षा और मूल्यांकन करें इसमें शामिल प्रक्रियाएं हैं पहला है संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तो आप की तरह आप वापस प्रबंधकों के पास जाते हैं और यह पता करते हैं कि क्या उद्देश्य जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं उनके लिए भी स्वीकार्य हैं दूसरी बात है लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक संरचनाओं और प्रणालियों का डिज़ाइन इसलिए एक बार उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद फिर उन लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है तीसरी बात उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रशिक्षण स्वीकृति और समझौते के लिए प्रबंधकों की भागीदारी है और संगठनात्मक समूह और व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों के प्रदर्शन मानदंड इसलिए लोगों को बताएं कि ये उद्देश्य उनके लिए निर्धारित किए गए हैं और फिर उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को संरेखित करने में मदद करें प्रदर्शन सुधार योजनाओं के लिए समझौता प्रबंधकों ने प्रदर्शन योजना के लिए सहमति व्यक्त की है जो उनके लिए निर्धारित किया जा रहा है एक मूल्यांकन प्रक्रिया के उपयोग के माध्यम से सहमत उद्देश्यों के खिलाफ निगरानी और समीक्षा कर्मचारी की प्रगति और प्रदर्शन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बोर्ड पर हर किसी की सहमति हो समीक्षा के परिणामस्वरूप कर्मचारी के उद्देश्यों और लक्ष्यों में परिवर्तन करना उन लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए खुले रहें जो लोगों के परामर्श से निर्धारित किए गए हैं जो वास्तव में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं उद्देश्यों के एमबीओ चक्र के परिणामों के आधार पर संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा आप उद्देश्यों को निर्धारित कर रहे हैं और यह बिल्कुल आवश्यक है कि संगठनात्मक प्रदर्शन की समीक्षा उन उद्देश्यों के प्रकाश में की गई है जो संगठन के कर्मचारियों या लोगों जो वास्तव में उन्हें प्राप्त करने जा रहे हैं से परामर्श करके निर्धारित किए गए हैं एम बी ओ के लाभ हैं सबसे पहले यह कर्मचारियों के लिए संगठनात्मक उद्देश्य संचार करता है यह काम की गतिविधियों को परिभाषित करता है आप कर्मचारियों को उद्देश्य बता रहे हैं आप परिभाषित कर रहे हैं उन्हें क्या करने की आवश्यकता है लोगों को बताना उन्हें क्या करने की आवश्यकता है उन्हें दिखाते हुए कि बड़े लक्ष्य को कैसे तोड़ा जा सकता है कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की दिशा में काम करके संगठन के उद्देश्यों में योगदान करने में सक्षम बनाता है क्योंकि उनकी धारणा उनकी अपनी राय को ध्यान में रखा गया है उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है यह संगठन और इसके लक्ष्यों के साथ जुड़े रहने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है और संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप काम करते हैं यह एक कर्मचारी के लिए प्रक्रिया और संगठनात्मक सुधार प्रदान करता है इसलिए यह प्रणाली प्रदान करता है जो कि संगठनों में रखा जाता है संगठनों और कर्मचारियों को मदद करता है अपने आप को सुधारने के लिए उद्देश्यों पर वापस जाकर जो उनके लिए निर्धारित किया गया है और इन उद्देश्यों के प्रकाश में अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन यह पूरे संगठन में प्रदर्शन के निरंतर और व्यवस्थित प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है हर बार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या कुछ बदलाव होते हैं कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं कोई हमेशा उद्देश्य पर वापस जा सकता है और उद्देश्यों की सहायता से ट्रैक पर रह सकता है जो निर्धारित किया गया है या जगह में रखा गया है उस गतिविधि की शुरुआत में ही सही दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा वह है संतुलित स्कोरकार्ड यह नितांत आवश्यक है और विभिन्न संगठनों द्वारा इन दिनों विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है बैलेंस्ड स्कोरकार्ड 1996 में कपलान और नॉर्टन द्वारा विकसित किया गया था और यह एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है यह एक प्रदर्शन माप प्रणाली है जिसका उपयोग प्रदर्शन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है प्रबंधन के प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य संतुलित स्कोरकार्ड के अनुसार तीन प्राथमिक दृष्टिकोण हैं पहले ग्राहक है ग्राहक केंद्रीय है संतुलित स्कोरकार्ड की दृष्टि के अनुसार ग्राहक हर गतिविधि के लिए मुख्य है ग्राहक और ग्राहक की आवश्यकताएं किसी भी संगठन के लक्ष्यों के लिए आवश्यक हैं दूसरा है व्यावसायिक प्रक्रियाएँ जो क्रियाशील हैं कैसे उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है और तीसरा वह लोग हैं जो इनका प्रबंधन संगठन का काम या लोग जो वास्तव में करेंगे ग्राहक को संगठन को क्या करने की आवश्यकता है की ओर काम कर सकते हैं एक संतुलित स्कोरकार्ड का दूसरा भाग लक्ष्य है किसी संगठन के शीर्ष स्तर पर सामरिक लक्ष्य और फिर व्यावसायिक इकाइयों टीमों और व्यक्तियों जैसे निचले स्तरों पर उपयुक्त लक्ष्यों में अनुवाद किया जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है यह लिखना आवश्यक है यह उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का एक और अधिक विकसित अच्छी तरह से परिभाषित रूप है लक्ष्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और उन्हें निचले स्तरों पर उपयुक्त लक्ष्यों जैसे व्यावसायिक इकाइयों टीमों और व्यक्तियों में अनुवादित किया जाता है तो सब कुछ टूट गया है प्राप्त टुकड़ों में संगठन के समग्र प्रदर्शन की दिशा में योगदान करने के लिए एक संगठन के दौरान हर स्तर पर लक्ष्यों में अनुवाद और कैस्केडिंग रणनीतिक उद्देश्यों की प्रक्रिया लोगों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करती है तो इसमें शामिल है साझा करना या बनाए रखना इन लक्ष्यों का ध्यान हर स्तर पर और फिर संगठनात्मक गतिविधियों के संबंध में और लोगों की ज़रूरतों के संबंध में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने जा रहे लोगों की ज़रूरतों के संबंध में लक्ष्यों का एक रणनीतिक मानचित्र है यह वही है संतुलित स्कोरकार्ड रणनीति जैसा दिखता है एक दृष्टि और रणनीति है और इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो दृष्टि और रणनीति में योगदान देते रहते हैं और दृष्टि और रणनीति द्वारा निर्देशित हैं वित्तीय दृष्टिकोण है हमें अपने शेयरधारकों को संतुष्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए हमें उन्हें मदद देने की क्या जरूरत है ताकि उन्हें उत्पादन में सहूलियत महसूस हो क्योंकि अंशधारक वे हैंसंगठन को स्थापित करने के लिए जिन्होंने पैसा दिया है इसलिए वे मुनाफ़े की तलाश कर रहे हैं लाभ एक अनिवार्य ड्राइविंग बल है इस मूल्यांकन प्रणाली में जिसे संतुलित स्कोरकार्ड कहा जाता है और इसमें दृष्टि और रणनीति को वित्तीय दृष्टिकोण के साथ संगठन द्वारा उत्पन्न होने वाले मुनाफे के साथ जोड़ा जाता है फिर अन्य एक परिचालन दृष्टिकोण है हम किस तरह से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं तीसरा है हमारे कर्मचारी कैसे योगदान करते हैं हमें प्राप्त करने में मदद करते हैं संगठन की दृष्टि और उनका काम कैसे होता है और संगठन की समग्र रणनीति के साथ उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है और हमारे ग्राहक हमें कैसे देखते हैं ये सभी चीजें तब संतुलित स्कोरकार्ड को चलाती हैं यह संतुलित स्कोरकार्ड का एक उदाहरण है देखिए एक व्यापक उद्देश्य है उस उद्देश्य का एक लक्ष्य है एक माप या मीट्रिक है तो एक व्यापक उद्देश्य है और यहां छोटे लक्ष्य हैं देखें 1 2 3 4 छोटे उद्देश्य जो व्यापक लक्ष्य में योगदान करते हैं और विकास क्रियाएं हैं जो इस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं संतुलित स्कोरकार्ड की कुछ आलोचनाएँ हैं ऐसे लोग हैं जो संतुलित स्कोरकार्ड का उपयोग करके बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे समय और कार्यान्वयन के स्तर से संबंधित मुद्दे उन्हें लगता है कि यह व्यक्तिगत है और यह एक रिपोर्टिंग टूल है यह लोगों को विचलित करता है व्यावसायिक गतिविधियों से क्योंकि स्कोरकार्ड को भरना बहुत लंबी खींची हुई एक थकाऊ गतिविधि है और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है स्वामित्व और जवाबदेही का अभाव है और इसे स्थापित करना बहुत मुश्किल है एक कारण और प्रभाव आप हमेशा यह नहीं कह सकते हैं कि आप जानते हैं गतिविधि A गतिविधि B तक ले जाएगी इसलिए मूल्यांकन उपकरण के विभिन्न फायदे और नुकसान यहां सूचीबद्ध है मैं आपको सुझाव देता हूँ बस आप जानते हैं इस स्लाइड पर विराम दें और इसके माध्यम से अपने दम पर जाएं प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अनिवार्य हिस्सा है प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया का उद्देश्य मैंने आपको बताया संचार के लिए एक अवसर प्रदान करना है और ऊपर नीचे प्रतिक्रिया है और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया है जो कि अप्रत्यक्ष हो सकती है और इसलिए त्रुटिपूर्ण है 360 ° प्रतिक्रिया सबसे अच्छी बताई गई है लेकिन समय और संसाधनों के संबंध में इसकी अपनी समस्याएं हैं जिन्हें प्रबंधित करने के लिए 360 ° प्रतिक्रिया आवश्यक है और आत्म मूल्यांकन एक अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया है अब मैं आपको अंतिम स्लाइड पर ले जाऊँगी प्रदर्शन को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करें कि सफल प्रदर्शन से आपका क्या मतलब है इन मानदंडों को शामिल करें मापदंड और मानकों को स्थापित करने के लिए एक नौकरी विश्लेषण का संचालन करें और फिर इन मानकों और मानदंडों को एक रेटिंग उपकरण में शामिल करें फिर लिखित रूप में अधिमानतः कर्मचारियों को इन मानकों को संप्रेषित करें जाऊँगी और फिर जहां तक संभव हो अमूर्त ग्रेड से बचे केवल एक घटक के रूप में व्यक्तिपरक पर्यवेक्षी रेटिंग का उपयोग करे इन मानदंडों के एक मात्रात्मक मूर्त औसत दर्जे का घटक होना चाहिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करें रेटिंग उपकरण का सही उपयोग करें और मूल्यांकनकर्ताओं को अनुमति दें कर्मचारियों के साथ दैनिक संपर्क करें वे मूल्यांकन कर रहे हैं इसलिए वे यथासंभव उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कुछ और बिंदु हैं जिन्हें मैं अगले सत्र के भीतर शुरू करूंगी और फिर हो सकता है अगले सत्र के लिए प्रशिक्षण और विकास पर जाएं इसलिए मेरी बात सुनने के लिए और इसके साथ धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सत्र में हम प्रशिक्षण को कवर करेंगे हम इसे पूरा करेंगे और हम प्रशिक्षण और विकास के साथ शुरू करेंगे